इसलिए हम VLSI भौतिक डिजाइन पर इस 12 वें सप्ताह के लंबे पाठ्यक्रम के अंत में आए हैं इसलिए पिछले 12 हफ्तों में हमने कई मुद्दों को देखा है VLSI के भौतिक डिजाइन पर बहुत सारे पहलू हैं और कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका हमने सामना किया है इसलिए इस अंतिम व्याख्यान में मैं पिछले १२ वें सप्ताह में जो कुछ भी देखा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा इसलिए हम उस पाठ्यक्रम के कुल कवरेज को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जो आपने अब तक देखा है इसलिए यदि आप पहले सप्ताह के दौरान याद करते हैं तो हमने डिजाइन स्वचालन की कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर ध्यान दिया है और हम एक डिजाइन का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं तो हमने मानक सेल अर्धचालक पूर्ण कस्टम और ऐसे ही विभिन्न डिजाइन शैलियों को देखा हम बार बार उल्लेख करते हैं कि VLSI भौतिक डिजाइन में कई चरण हैं जो वास्तव में उपयोग की जाने वाली डिजाइन शैली पर अत्यधिक निर्भर हैं इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए मानक सेल डिज़ाइन शैली का उपयोग करते हैं जो कि सबसे प्रमुख है तो कुछ कार्य बहुत सरल हो जाते हैं क्योंकि आपकी टोपोलॉजी या कॉन्फ़िगरेशन या आपके सर्किट की संरचना बहुत नियमित हो जाती है और हमने उन विभिन्न चरणों को भी देखा जो आवश्यक हैं भौतिक स्वचालन में पालन किया जाना है अब इस दूसरे सप्ताह के दौरान हमने VLSI भौतिक डिजाइन के लिए आवश्यक कुछ प्रारंभिक कदमों पर गौर किया जैसे सर्किट विभाजन पहला कदम था जिसके बारे में हमने बात की थी इसलिए जब एक बड़े डिज़ाइन को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो इस विभाजन या ब्लॉकों के लिए अस्थायी फ़्लोरप्लांस बनाते हैं फिर इन ब्लॉकों को कैसे रखा जाए इसका मतलब है सटीक आकार और आकार के बाद और पिन का स्थान भी तय हो गया है तो उन्हें कैसे जगह दी जाए इसलिए हमने इस संबंध में विभिन्न एल्गोरिदम को देखा और हमने इस विशिष्ट डिजाइन शैली से संबंधित विविधताओं पर भी विचार किया जो हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं कि किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाना चाहिए इसलिए तीसरे सप्ताह के दौरान हमने रूटिंग एल्गोरिदम के बारे में बात की विशेष रूप से हमने ग्रिड रूटिंग समस्याओं के बारे में बात की इसलिए हमने ली के एल्गोरिदम हैडलॉक एल्गोरिदम विभिन्न लाइन सर्च एल्गोरिदम जैसे एल्गोरिदम के बारे में बात की और वैश्विक रूटिंग समस्या के बारे में भी बात की हम इसको विभिन्न प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और कुछ एल्गोरिदम भी हैं उपयोग किया जाना है चौथे सप्ताह के दौरान हमने विस्तृत रूटिंग समस्या और विशेष रूप से चैनल रूटिंग एल्गोरिदम के विभिन्न समाधानों पर गौर किया हमने चर्चा की है और फिर हमने क्लॉक डिजाइन के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर और वहां आने वाले विभिन्न समय मुद्दों पर अपनी चर्चा शुरू की हमने 5 बे सप्ताह में अपनी चर्चा जारी रखी जहां हमने क्लॉक नेटवर्क एच ट्री एक्स ट्री मीन और मीडियन की विधि आदि जैसे विभिन्न रूटिंग आर्किटेक्चर तैयार करने के बारे में बात की और हमने क्लॉक ट्री डिजाइन के विभिन्न तरीकों को देखा और क्लॉक्स स्कू को कम करने के लिए जिस तरह के हाइब्रिड दृष्टिकोण का पालन किया जाता है क्योंकि हमने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप एक क्लॉक नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो मुख्य उद्देश्य यह है कि क्लॉक्स स्कू को टर्मिनल बिंदुओं तक कम से कम किया जाए और निश्चित रूप से आपने यह भी देखा कि बिजली आपूर्ति कनेक्शन बिजली और ग्राउंड को कैसे रूट किया जाए फिर हम समय से संबंधित मुद्दों पर चले गए सप्ताह 6 में हमने टाइमिंग क्लोजर समस्या के बारे में कुछ परिचय के साथ शुरुआत की फिर हमने स्लैक एनालिसिस से संबंधित टाइमिंग एनालिसिस की बहुत महत्वपूर्ण समस्या और क्रिटिकल पाथ्स की पहचान कैसे की इस पर ध्यान दिया हम उन पाथ्स को याद करते हैं जिनके पास नकारात्मक स्लैक्स हैं जिन्हें एक डिज़ाइन में क्रिटिकल पाथ्स माना जाता है अनावश्यक गणनाओं को हटाने के लिए फाल्स पाथ्स जहां संभव हो और अंतिम रूप से हमने समय चालित प्लेसमेंट तकनीकों पर ध्यान दिया जो प्लेसमेंट तकनीकों के कुछ परिशोधन हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी जहां एल्गोरिदम मैं टाइमिंग इश्यूज को भी शामिल किया गया है फिर हमने समय चालित रूटिंग तकनीकों के बारे में बात की और इसके बाद विभिन्न भौतिक संश्लेषण तकनीकों का पालन किया गया जहाँ हम अपने नेटलिस्ट के लिए कुछ संशोधन कर सकते हैं ताकि कुछ समय की आवश्यकताओं या समय के सुधारों को पूरा कर सकें इसलिए हमने गेट साइजिंग के बारे में बात की बफ़र्स की शुरुआत की नेटलिस्ट्स का पुनर्गठन किया और आखिरकार हमने तथाकथित प्रदर्शन संचालित डिज़ाइन प्रवाह को देखा तो इस प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों या समय से संबंधित मुद्दों को डिजाइन के विभिन्न चरणों के दौरान कैसे शामिल किया जा सकता है और फिर हमने समय के अनुकूलन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर ध्यान दिया सप्ताह 8 में हमने इंटरकनेक्ट और लेआउट से संबंधित मुद्दों को देखा जैसे कि हम मॉडल को कैसे जोड़ते हैं इसलिए हम इन इंटरकनेक्शन लाइनों में देरी का अनुमान कैसे लगाते हैं इसलिए एलमोर देरी मॉडल लुम्पेड आरसी मॉडल विभिन्न मॉडलों पर वहां चर्चा की गई है इसलिए हमने डिज़ाइन नियम की जाँच और कुछ डिज़ाइन नियमों लैम्ब्डा आधारित डिज़ाइन नियमों और एक बार इन नियमों के बारे में बात की है ताकि एक टूल स्वचालित रूप से जांच कर सके कि क्या इस डिज़ाइन नियमों का पालन किया जाता है या उनका उल्लंघन किया जाता है हमने लेआउट कॉम्पेक्शन तकनीकों के बारे में बात की जो आमतौर पर इस डिजाइन नियमों पर आधारित हैं तो ये कुछ बारीक समायोजन हैं जो हम लेआउट पूरा होने के बाद करते हैं इससे पहले कि हम तथाकथित टेपआउट करें हम लेआउट को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं हम कुछ दृश्य निरीक्षण करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिजाइन नियम संतुष्ट हैं यदि कुछ डिज़ाइन नियम उल्लंघन हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं ये उस तरह के तरीके या उपकरण हैं जिनका उपयोग हम डिज़ाइन पर एक अंतिम रूप देने के लिए करते हैं और जहाँ कहीं भी उल्लंघन का पता चलता है डिज़ाइन को आवश्यक रूप से समायोजित करते हैं अब अगले सप्ताह के दौरान हमने VLSI डिजाइन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू देखा न केवल भौतिक डिजाइन यह परीक्षण का पहलू है इसलिए सप्ताह 9 के दौरान हमने VLSI परीक्षण समस्या की शुरुआत की विशेष रूप से डिजिटल सर्किट डिजाइन और परीक्षण डिजिटल सर्किट का परीक्षण हम देखते हैं कि हमने उल्लेख किया है कि इस प्रक्रिया में कैसे दोषपूर्ण मॉडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है हमने उल्लेख किया कि कैसे एक्विवैलेन्स और डोमिनेन्स जैसी अवधारणाओं का उपयोग करते हुए फॉल्ट्स की संख्या को कम किया जाए फिर हमने कुछ फॉल्ट्स सिमुलेशन एल्गोरिदम को देखा जो परीक्षण इंजीनियरों के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है हमने पैरेलल एल्गोरिदम और कॉन्करेंट जैसे कुछ एल्गोरिदम को देखा सप्ताह 10 के दौरान हमने परीक्षण पर अपनी चर्चा जारी रखी और टेस्ट पेटर्न जनरेशन की कुछ बुनियादी अवधारणाओं को देखा फिर हमने परीक्षण क्षमता तकनीकों के लिए डिज़ाइन को देखा विशेष रूप से स्कैन पथ विधि हमने मानकों में से एक को बाउंड्री स्कैन के मानकों और अंत में सेल्फ टेस्ट तकनीक में बनाया है जहां हम एक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं जैसे कि यह स्वयं का परीक्षण कर सकता है इसलिए सप्ताह 11 में के दौरान हमने कम बिजली वाले VLSI डिज़ाइन के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया जो वर्तमान VLSI डिज़ाइन में भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमने मूल अवधारणाओं को पावर के विभिन्न स्रोतों डायनेमिक पावर स्टैटिक पावर लीकेज पावर पर देखा हमने बिजली की कटौती के लिए कुछ सामान्य तकनीकों पर ध्यान दिया हमने कुछ गेट स्तर की तकनीकों पर भी गौर किया की हम कैसे कुछ परिवर्तन कर सकते हैं ताकि बिजली की कटौती संभव हो और इस अंतिम सप्ताह में हमने कुछ आर्किटेक्चर स्तर की तकनीकों और कुछ एल्गोरिथम स्तर की तकनीकों को भी देखा जहां उच्च स्तर पर भी आपने देखा है कि अगर हम कुछ तकनीकों का पालन कर सकते हैं तो पावर डिस्चार्ज में कुछ महत्वपूर्ण बचत प्रदान करना संभव है जब हम अपने डिजाइन को लेआउट स्तर में करते हैं लेआउट स्तर तक अब इसके अतिरिक्त कुछ पूरक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी यह पूरक सामग्री वास्तव में कुछ वाणिज्यिक CAD उपकरणों पर भौतिक डिजाइन स्वचालन प्रक्रिया के कुछ प्रदर्शन प्रदान करती है इसलिए यहां हमने विशेष रूप से कैडेंस जैसे कुछ वाणिज्यिक CAD टूलों पर ध्यान दिया है हमने कुछ डिज़ाइन प्रवाह को भौतिक डिज़ाइन प्रक्रिया के बैकएंड डिज़ाइन पर विशेष जोर देने में देखा और स्थैतिक समय विश्लेषण और संबंधित मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया तो वाणिज्यिक CAD टूल्स का यह प्रदर्शन वास्तव में आपको यह सिखाने के लिए नहीं था कि आप इस CAD टूल्स का उपयोग कैसे करें बल्कि आपको यह आइडिया देने के लिए या कि यह टूल कैसा दिखता है लेकिन निश्चित रूप से यदि आप सीखना चाहते हैं या इसमें महारत हासिल करना चाहते है तो इस उपकरण में महारत हासिल करें आप इस आरंभिक प्रदर्शन व्याख्यान का उपयोग इस पर शुरू करने के लिए कर सकते हैं आप एक ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहाँ इस तरह के उपकरण उपलब्ध हैं और इसकी पहुँच है और देखें कि वास्तव में डिज़ाइन और इन उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है इसलिए एक बार जब हम इन उपकरणों के हैंड्स ओन का उपयोग करते हैं तो आप उपकरण की क्षमता का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश उपकरण बहुत व्यापक और विशाल हैं इस के सभी पहलुओं को कवर करना संभव नहीं है तो ये पूरक सामग्रियां थीं और यहां मैंने VLSI डिजाइन स्वचालन का उल्लेख करते हुए कुछ मुख्य संदर्भों का उल्लेख किया है हमने संदर्भ 1 और 2 और संदर्भ 4 का उपयोग किया है और मुख्य रूप से परीक्षण के लिए हम संदर्भ 3 का उपयोग करते हैं लेकिन निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आजकल इंटरनेट पर कई अन्य संदर्भ उपलब्ध हैं आप इंटरनेट पर एक नज़र डाल सकते हैं आप वहां और भी बहुत सारी उपलब्ध सामग्री देख सकते हैं तो मैं करूंगा मुझे केवल संदर्भ का एक सीमित सेट निर्दिष्ट करके आपको सीमित नहीं करना चाहिए या जय नहीं कहना चाहिए कि आप इससे परे और कुछ नहीं हैं मैंने कहा कि ये केवल संदर्भ के लिए हैं बहुत अधिक व्यापक और अद्यतित सामग्री हैं और वे इंटरनेट पर वेब पर उपलब्ध हैं कृपया वेब पर जाएं उन विषयों के माध्यम से खोजें जिन्हें आप समझना और सीखना चाहते हैं और आप विषयों में बहुत अधिक गहन जानकारी प्राप्त करेंगे उनके माध्यम से जाना चाहते हैं इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपको इस विषय में विशेषज्ञ बनाना नहीं था बस आपको कुछ चुनौतियों से अवगत कराना था यह सिर्फ हिमशैल की नोक है अगर आप वास्तव में रुचि रखते हैं तो आपको बहुत अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है इस विषय की गहराई में जाएं संभवतः CAD टूल का उपयोग करना सीखें क्योंकि यह वहां है जहां आप वास्तव में व्यवहार में इन डिजाइन स्वचालन का उपयोग कर रहे हैं और मेरा मानना है कि इस तरह से आप इन क्षेत्रों में कहने के लिए एक अच्छे इंजीनियर या विशेषज्ञ हो सकते हैं इसलिए इसके साथ हम इस पाठ्यक्रम के अंत में आते हैं और मैं इस पाठ्यक्रम में नामांकन लेने के लिए इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं पूरी ईमानदारी से आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आशा है कि यह पाठ्यक्रम अकादमिक या व्यावसायिक रूप से या फिर आपकी कुछ मदद का रहा है और हम वास्तव में सराहना करते हैं यदि आप डिस्कशन फोरम पर इस पाठ्यक्रम के बारे में अपनी कुछ प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं जो हमारे लिए वास्तव में उपयोगी होगा ताकि हम इस पाठ्यक्रम के कुछ अनुभागों को अद्यतन कर सकें या भविष्य में कुछ वृद्धि कर सकें संस्करण यदि आप भविष्य में इस पाठ्यक्रम को फिर से चलाने का निर्णय लेते हैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद